छात्रों आपका स्वागत है तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बैंकों द्वारा प्रदान की गई कार्यशील पूंजी की अवधारणा पर चर्चा करना चाहता हूं बाद में इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन पिछली कक्षा में क्योंकि हमने कार्यशील पूंजी की राशनिंग पर बात की थी इसलिए पहले यह समझ लेते हैं की बैंक कार्यशील पूंजी वित्त कैसे प्रदान करते हैं बैंकों द्वारा अलग अलग आधार मोड अथवा पैरामीटर कैसे ध्यान में लिए जाते हैं और यह सब कैसे होता है तो आगे बढ़ने से पहले और इन्वेंटरी प्रबंधन पर अन्य चीजों के बारे में बात करने से पहले अब इसके बारे में जानना चाहेंगे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि फर्म द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के वित्त पोषण के लिए सामान्य रूप से हमारे पास तीन स्रोत है उनमें से एक सहज वित्त है एक बार जब यह समाप्त हो जाता है तो यह अल्पकालिक वित्त हो जाता है सहज वित्त मे आपूर्ति कर्ता का क्रेडिट और व्यापार खर्च जैसे कंपनी के बिजली के खर्चे पानी के खर्चे कर्मचारियों को वेतन आदि शामिल है क्योंकि यह सारी सेवाएं हमें कम से कम 30 दिनों के लिए उपलब्ध है और हमें 1 महीने या 30 दिन के बाद भुगतान करना होगा तो यह भी एक तरह का ऋण है जो उपलब्ध है तो पहले आपूर्ति कर्ता का क्रेडिट और फिर खर्चों का क्रेडिट यह सभी सहज वित्त हैं इसलिए हमें इसका अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए एक बार जब यह समाप्त हो जाता है तो अगली बार अल्पकालिक स्रोतों का सहारा लेना है और यदि आप कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक वित्त स्रोतों की सूची की बात करते हैं तो हमारे पास दुनिया भर में 910 स्रोत उपलब्ध है इनमें से अधिकांश स्रोत भारत में प्रचलित नहीं थे उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था में काम करने की या उदारीकरण करने की अनुमति नहीं थी लेकिन अब यह भारत में भी उपलब्ध है तो 1991 से पहले मैं कहूँगा केवल बैंक वित्त ही भारत के उत्पादन क्षेत्र को अल्पकालिक वित्त प्रदान करने के लिए एकमात्र स्रोत था और इसे बैंकिंग क्षेत्र के साथ साथ सरकार द्वारा और उद्योग द्वारा एक दायित्व माना गया था इसलिए बैंकों को उद्योग के लिए उदार कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए मजबूर किया गया था लेकिन 1991 के बाद से बदलते समय में अब हम दुनिया के बाकी हिस्सों और वित्तीय प्रणाली से जुड़ रहे हैं और यहां तक कि निवेश के स्रोत भी कई गुना बढ़ रहे हैं हमारे पास केवल बैंक वित्त ही एकमात्र स्रोत नहीं है हमारे पास अन्य स्रोत भी हैं हमने अब इस देश में कई अन्य स्रोतों को पेश किया है लेकिन बैंक वित्त की आसान उपलब्धता के कारण आज भी यह अन्य स्रोत सही से लोक प्रिय नहीं हो पा रहे हैं जैसे अन्य स्रोत है वाणिज्यिक पत्र अथवा कमर्शियल पेपर है यह क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कमर्शियल पेपर फैक्टरिंग का एक स्रोत है फैक्टर क्या है फैक्टरिंग सेवा क्या है वे उद्योग उत्पादन क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं या उनकी अल्पकालिक आवश्यकताओ को पूरा करने का एक स्रोत है उसके बाद हमारे पास जनता द्वारा जमा है उसके बाद हमारे पास संस्थागत स्रोतों या विकास वित्त संस्थान या निवेश वित्त संस्थान से उपलब्ध धन हो सकता है पहले इसकी अनुमति नहीं थी तो यह कुछ स्रोत है उसके बाद हमारे पास व्युत्पन्न वित्त है हमारे पास एक स्रोत फोर्फ़ाइटिंग है कार्यशील पूंजी का एक स्रोत है जो उपलब्ध है इन स्रोतों के अलावा हमारे पास अंतर कारपोरेट जमा है तो कोई मिला क्या अगर हम बात करें तो हमारे पास कम से कम 7 से 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 से 10 स्रोत उपलब्ध है जिनमें सहज वित्त है एक बार जब यह अल्पकालिक स्रोत पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं और यदि अभी भी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है तो फिर हमें तीसरे स्रोत का सहारा लेना होगा जो दीर्घकालिक स्रोत है अगर हम बैंक के पास अपनी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं तो दीर्घकालिक वित्त को अल्पकालिक ज़रूरतों के लिए निवेश करने की आवश्यकता है यह बैंकों की एक पूर्व शर्त है बैंकों का कहना है कि यदि आप कार्यशील पूंजी की मांग के लिए हमारे पास आ रहे हैं तो पहले आप बताएं कि आप अपने स्वयं के स्रोतों में से कितना निवेश कर रहे हैं और क्योंकि बैंक सामान्य परिस्थितियों में अल्पकालिक वित्त प्रदान करने के लिए कंपनी का किसी भी संपार्श्विक या कॉलेटरल या अन्य सुरक्षा के लिए नहीं पूछ सकते इसलिए वे इस संदर्भ में एक सुरक्षा चाहते हैं कि कितना निवेश हमारे पास से आएगा और कितना निवेश स्वयं कंपनी करेगी इसलिए बैंकों ने कुल आवश्यकता को प्रतिबंधित किया है बैंकों द्वारा कुल आवश्यकता का केवल 75 ही प्रदान किया जाएगा और शेष बची हुई राशि दीर्घकालिक स्रोतों सहित अन्य स्रोत से आएगी इसी वजह से मैंने पहले आपके साथ चर्चा की थी की फर्म को कम से कम 133 1 का वर्तमान अनुपात बनाए रखना चाहिए यह 1331 का वर्तमान अनुपात क्या है इसका मतलब यह वर्तमान देयता है यह वर्तमान देयता 033 है क्यों चालू संपत्तियों को वर्तमान देयता का 133 गुना होना चाहिए इन 033 की दीर्घकालिक स्रोतों से आने की आशा की जाती है और यह बैंकों की भी आवश्यकता है मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि यह अनुपात पहले 21 था इसलिए चालू संपत्ति वर्तमान देनदारियों की 2 गुना होनी चाहिए और यहां 11 सहज वित्त सहित अल्पकालिक स्रोतों से आ रहा है लेकिन शेष 1 को दीर्घकालिक स्रोतों से आना होगा तो यह एक बहुत महंगी स्थिति थी लेकिन अब बैंक भी इस पर सहमत हो गए हैं कि यदि आप 21 का अनुपात नहीं बनाए रखना चाहते हैं तो आप 1331 का अनुपात भी रख सकते हैं तो 133 में 033 वह कुशन है जो बैंक चाहते हैं कि यदि उदाहरण के लिए वर्तमान अनुपात 11 है तो हम जानते हैं कि कुछ चालू संपत्तियों को नकद में तुरंत परिवर्तित करना संभव नहीं है जैसा कि हमने इन्वेंटरी और प्राप्य के मामले में देखा है जैसा कि हमने प्रीपेड खर्चों के मामले में देखा है इसलिए संभव नहीं है तो यह कुशन हम क्यों रखते हैं इसलिए रखते हैं कि यदि कुछ संपत्तियां नकद में परिवर्तित ना हो पाए और कुछ वर्तमान देयता भुगतान के लिए बची हो तो कम से कम हमारे पास कुछ तरल फंड उपलब्ध हो जो दीर्घकालिक स्रोतों से आते हैं और यह करंट संपत्ति का एक तिहाई यानी 033 है तो इन फंड का इस्तेमाल बैंक फंड या लिक्विडेटिंग के लिए या भुगतान के लिए या वर्तमान देयता का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है तो यह बैंकों द्वारा आवश्यक कुशन है आप इसे एक तरह की सुरक्षा कह सकते हैं या एक संपार्श्विक सुरक्षा है जो बैंक के लिए आवश्यक है इसलिए इन दिनों वर्तमान अनुपात कम से कम 1331 है जो पहले 21 था तो यह बैंक की आवश्यकता है किसी और की नहीं क्योंकि बैंक कुछ सुरक्षा चाहते हैं कि जैसे ही हमारा भुगतान होगा तो सुरक्षा कहां है और अगर फर्म के साथ बैंक के साथ तरलता की कमी है तो कम से कम दीर्घकालिक फंड को इस उद्देश्य के लिए रखा जाए या अल्पकालिक संपत्तियों में निवेश किया जाए तो वह बैंक को तरलता प्रदान कर सकते हैं इसीलिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास फंड के कई स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी हम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक वित्त पर ज्यादा निर्भर है इसका कारण यह है कि यह बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है बहुत सुरक्षित है वित्त का नियमित स्रोत है और इस पर किसी प्रकार की संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता भी नहीं है कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है बैंक सामान्यत कोई सुरक्षा नहीं मांगते है बैंकों द्वारा फर्मों को उनकी कार्यशील पूंजी की आपूर्ति के लिए धन आसानी से उपलब्ध कराना सुविधाजनक है अब मोड प्रकार क्या है बैंक कैसे इन कंपनियों या फर्मों को फंड प्रदान करते हैं हमारे पास 3 मोड है जब हम मोड की बात करते हैं तो हमारे पास 3 मोड है तो फर्म बैंक से कैसे कार्यशील पूंजी लेती है तो आइए यह तीन मोड देखते हैं यह तीन मोड सीसी लिमिट है पहला मोड सीसी लिमिट है सीसी लिमिट को कैश क्रेडिट लिमिट कहा जाता है यह पहला मोड है दूसरा मोड कार्यशील पूँजी ऋण है और तीसरा मोड क्रेडिट बिक्री बिलो में छूट है यह 3 तरीके है जिससे बैंक उत्पादन क्षेत्रों को कार्यशील पूँजी वित्त प्रदान करते हैं अब यह सीसी लिमिट क्या है इसे कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं इसका मतलब है कि यदि फर्म के पास आवश्यकता से अधिक नकद उपलब्ध है तो वह इस खाते में जमा कर सकते हैं और जब फर्म को किसी चालू संपत्ति को फंड करने के लिए फंड की आवश्यकता हो या किसी चालू संपत्ति का भुगतान करने के लिए फंड की आवश्यकता हो तो वह इस खाते से नकद निकाल सकते हैं जिसे क्रेडिट कहा जाता है नकद का अर्थ है जमा करना और क्रेडिट का अर्थ है जब आवश्यकता हो तब उधार लेना तो यह एक आसानी से उपलब्ध लचीला खाता है निर्माण कंपनियां अपनी कार्यशील पूँजी की आवश्यकता जानने के बाद बैंक में जाती है और बैंक से अनुरोध करती है कि हमारी कार्यशील पूँजी या वार्षिक कार्यशील पूँजी की आवश्यकता 1 मिलियन10 लाख रुपए है आपसे अनुरोध है कि सीसी लिमिट अकाउंट के माध्यम से यह राशि प्रदान करें और उसके लिए हमारी मदद की जानी चाहिए इसके लिए बैंक कंपनी से 3 साल तक के वित्तीय विवरण माँगेगा और कंपनी के समग्र वित्तीय विवरण का विश्लेषण करेगा जैसे कि कंपनी की तरलता स्थिति और यदि बैंक को लगता है कि हां कंपनी की समग्र वित्तीय स्थिति और तरलता की स्थिति ठीक है और स्वीकार्य है तब पारस्परिक रूप से बैंक और फर्म एक राशि पर पहुँचेंगे और उदाहरण के लिए कहे कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है की फर्म बैंक की तरफ से 1 मिलियन का हक़दार है और फर्म बैंक को यह समझाने में सक्षम है कि हमें कार्यशील पूँजी सीमा के लिए1 मिलियन रुपए की आवश्यकता है तो इस आपसी समझौते के बाद बैंक द्वारा स्वयं को शाखा में एक खाता खोला जाएगा जिसमें फर्म ने फर्म के नाम से अनुरोध किया है और इस खाते को सीसी लिमिट खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट कहा जाता है और उस खाते में1 मिलियन की राशि सुरक्षित रखी जाएगी अब आप देखते हैं 10 लाख रूपए की पूँजी अल्पकालिक कार्यशील पूँजी आवश्यकता के लिए उपलब्ध है अगर अगले दिन सुबह या सीमा मंज़ूर करने के बाद फर्म को कच्चे माल का एक ट्रक लोड होता है तो फर्म को तुरंत 2 लाख रुपए का भुगतान करना होगा फर्म की किटी में या फर्म के खाते में केवल 50000 रुपए पड़े हैं फर्म को 2 लाख रुपए का भुगतान करना है फर्म में अब समस्या नहीं है क्योंकि उन्हें सीसी लिमिट खाते की सीमा मिल गई है और उनके पास वह खाता है जहां से वह 15 लाख रुपए अतिरिक्त निकाल सकते हैं और तुरंत 2 लाख रुपए का भुगतान पूरा कर सकते हैं इस खाते का बैलेंस 15 लाख रुपए कम हो जाएगा तो अब यह घटकर 85 लाख रुपए हो जाएगा 1 सप्ताह बाद फर्म को 2 लाख रुपए उनके खरीदारों से मिलते हैं जिन्होंने फर्म से क्रेडिट पर ख़रीदा है और तो बैंक की यह शर्त है कि अब आप एक ही शाखा में दो खाते नहीं रखेंगे आपका कुल नकद और क्रेडिट इस खाते के माध्यम से जाएगा यह एक शर्त है जिस पर दोनों पक्षों को सहमत होना होगा इसलिए जब फर्म को 15 लाख रुपए की आवश्यकता होती है फर्म खाते से निकाल लेती है और जब फर्म को अधिक राशि खरीदार से वापस मिल जाती है तब वह 2 लाख रुपए फर्म उसी खाते में जमा कराएगी पहले इस खाते में 10 लाख रुपए थे अब 1 5 लाख निकालने के बाद कितने बचे 850 लाख रुपए बचे अब 2 लाख रुपए उपलब्ध है अब यदि फर्म को 2 लाख रुपए वापस मिल जाते हैं तो इस खाते का बैलेंस 1050 लाख रुपए हो जाएगा बैंक ने केवल 10 लाख रुपए दिए हैं अब अकाउंट में ज्यादा राशि आ गई है यानी 50000 रुपए से इसका मतलब फर्म ने 15 लाख रुपए कितनी अवधि के लिए इस्तेमाल किए सिर्फ 1 हफ्ते के लिए और उन्होंने केवल 15 लाख रुपए इस्तेमाल किए ना कि पूरे 10 लाख रुपए तो इस खाते की ख़ासियत यह है कि निर्माता को बैंक को केवल 15 लाख रुपए पर ही ब्याज देना होगा वह भी मात्र 1 सप्ताह के लिए क्योंकि उसने केवल 15 लाख रुपए ही निकाले और उसने इस राशि का उपयोग केवल 1 सप्ताह के लिए किया इसके बाद उसने 2 लाख रुपए वापस बैंक में जमा करवाए हैं तो इसका मतलब है खाते में10 लाख रुपए है और 50000 रुपए अतिरिक्त है जो उसने जमा कराए हैं इस अतिरिक्त 50000 रुपए पर फर्म को कोई ब्याज नहीं मिलेगा इस खाते को चालू खाता माना जाता है आम तौर पर भले ही फर्म के पास अपना पैसा है जो बैंक में या खाते में निवेश किया गया है कुछ बैलेंस उस खाते में बनाए रखना है इस खाते को चालू खाता कहते हैं और इस खाते पर फर्म को बैंक की तरफ से कोई ब्याज नहीं मिलता है और इस मामले में भी अब यह खाता 10 लाख रुपए की मंजूरी सीमा को पार कर चुका है और इसका बैलेंस 1050000 रुपए हो चुका है तो बैंक इस अतिरिक्त 50000 रुपए पर कोई ब्याज नहीं देगा फर्म के लिए यह लाभकारी है क्योंकि फर्म को आसानी से तरल राशि मिल रही है और उन्हें केवल उसी राशि पर ब्याज का भुगतान करना है जितना उन्होंने खाते से निकाला है और सिर्फ उतनी अवधि के लिए भुगतान करना है जितने के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया है इसे सीसी लिमिट खाता कहा जाता है तो यह सबसे अच्छा और निर्माता के लिए सबसे लाभकारी खाता है इसे सीसी लिमिट खाता कहते हैं तो एक खाता खुल गया है फर्म अधिकतम 10 लाख रुपए तक निकाल सकती है और दी गई अवधि तक के लिए इसका उपयोग कर सकती है इसके बाद यदि किसी अन्य स्रोत से फंड प्राप्त करती है तो इसे वापस जमा कर दें और फिर केवल उस अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करें जितने के लिए फंड का उपयोग किया है और जितना फंड इस्तेमाल किया है अब यह एक तरीका है और यह उत्पादन क्षेत्र द्वारा बैंकों से कार्यशील पूँजी प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है इससे बेहतर कुछ भी नहीं है उदाहरण के लिए अमेरिका में यह सीसी लिमिट अकाउंट उपलब्ध नहीं है वे लोग इसे क्रेडिट लाइन सिस्टम कहते हैं अगर लोग या फर्म बैंक से पैसा निकालते हैं या अमेरिका में बैंक के किसी भी तरह का कार्यशील पूँजी वित्त चाहते हैं इसलिए अमेरिका में बैंक वित्त सबसे कम पसंद किया जाता है और भारत में सबसे अधिक पसंद किया जाता है यह भारत में सबसे अधिक क्यों पसंद किया जाता है लेकिन अमेरिका में सबसे कम क्यों पसंद किया जाता है मैंने अभी आपको बताया अमेरिका में क्या होता है अगर कोई कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रेडिट के लिए बैंक जाता है और मान लीजिए आवश्यकता 1 मिलियन डॉलर की है तो बैंक कहता है कि हम आपको 1 मिलियन डॉलर देंगे हम इसे मंज़ूर करेंगे लेकिन यह सीसी सीमा के रूप में नहीं होगा बल्कि ऋण के रूप में होगा और उस ऋण के खिलाफ आपको संपार्श्विक भी देना होगा यह संपार्श्विक किस रूप में होगा बैंक 1 मिलियन डॉलर के लोन की मंजूरी देगा एक खाता खोलेगा1 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी देगा और फिर उस खाते में क्रेडिट कर देगा फर्म को जब भी किसी आपूर्ति कर्ता को भुगतान करना होगा बैंक से उस राशि का एक भाग निकाल सकते हैं जैसे जब और जितना चाहे और शेष राशि बची रहेगी अधिकतम वे 1 मिलियन डॉलर तक निकाल सकते हैं लेकिन उस सुविधा के लिए उन्हें बैंक की उसी शाखा में एक और खाता खोलना होगा और स्वीकृत ऋण का आधा हिस्सा यानी 5 लाख डॉलर उस खाते में जमा करने होंगे तो इसका मतलब है 10 लाख डॉलर का ऋण और 5 लाख रुपए की जमा दूसरे खाते में बैंक इस पूरे 10 लाख रुपए पर ब्याज वसूल करेगा लेकिन वह उस अतिरिक्त 5 लाख पर कोई ब्याज नहीं देगा जो उसी बैंक के दूसरे खाते में संपार्श्विक की तरह रखा गया है इसीलिए वास्तव में फर्म को जो ऋण उपलब्ध है वह 5 लाख डॉलर है न कि 10 लाख डॉलर क्योंकि 5 लाख डॉलर फर्म ने बैंक के दूसरे खाते में जमा कर रखे हैं यह सुविधा अमेरिका के उत्पादन क्षेत्र एवं कंपनियों के लिए बहुत महंगी है इसलिए वे बैंक वित्त का सहारा नहीं लेते हैं क्योंकि यह बहुत महंगा है बहुत ही मुश्किल समय में जब उन्हें कोई और स्रोत नहीं मिलता है तब वे इस स्रोत का सहारा लेते हैं अन्यथा वे बैंक वित्त पर निर्भर नहीं करते हैं क्योंकि अमेरिका में यह बहुत महंगा है लेकिन आप इसे भारत में सुविधाजनक या सस्ता कह सकते हैं अब भारत में दूसरा स्रोत या बैंकों द्वारा उत्पादन क्षेत्र की कार्यशील पूँजी प्रदान करने का दूसरा मोड कार्यशील पूँजी ऋण है अगर आप कार्यशील पूँजी ऋण की बात करें तो यह एक ऋण की तरह होगा यदि फर्म को 10 लाख रुपए की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता है और बैंक कहता है कि हम आपको सीसी लिमिट नहीं देंगे हम आपको लोन देंगे इस मामले में यह एक सामान्य ऋण खाते की तरह काम करेगा 1 मिलियन रुपए की मंजूरी बैंक द्वारा दी जाएगी और खाते में जमा की जाएगी और खाते में सुरक्षित रखी जाएगी अब फर्म या तो पूरे 1 मिलियन रुपए निकालती है या उस खाते में एक भी रुपए नहीं निकालती है उसे उस ऋण पर लागू कुल ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और उस पूरी ऋण अवधि पर भुगतान होगा जो फर्म द्वारा लिया गया है इसका मतलब है कि सीसी सीमा की विशेषता यहां अनुपस्थित है सीसी लिमिट में आपके पास 1 मिलियन रुपए सुरक्षित जमा है जब जैसे और जितनी राशि आप निकालना चाहे निकाल सकते हैं और निकाली हुई राशि पर ब्याज उठा सकते हैं जिस अवधि के लिए अपने धन का उपयोग किया है यह सुविधा कार्यशील पूँजी ऋण अकाउंट में उपलब्ध नहीं है ऋण में आपको एक निर्माता के रूप में अपनी आवश्यकता के अनुसार काम करते हुए बहुत सावधान रहना होगा और इस पूरे 1 मिलियन राशि का उचित उपयोग किया जाना चाहिए अन्यथा आप केवल बैंक में ब्याज का भुगतान करेंगे और हो सकता है आप पूरे 1 मिलियन रुपए का उपयोग ना करें तो यह एक महंगा स्रोत है तीसरा स्रोत क्रेडिट बिक्री बिल की छूट है मैंने आपसे इस मोड के बारे में पहले चर्चा की थी लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि क्रेडिट बिक्री बिलो में छूट का मतलब है कि जब फर्म लोगों को या अपने ग्राहकों को या वितरण चैनल के वितरकों थोक विक्रेताओं या क्रेडिट पर खुदरा विक्रेताओं को को बेचती है तो यह वह अवधि है जिसके लिए क्रेडिट दिया गया है और यदि फर्म को क्रेडिट अवधि की समाप्ति से पहले फंड की आवश्यकता है तो वह फंड खरीददार फर्म को वापस भुगतान देने नहीं जा रहा है तो फर्म इन बिलों की बैंकों से छूट लेगी वे बैंक के पास जाएंगे उदाहरण के लिए उन्होंने XYZ Ltd को 5 लाख रुपए का कुछ बेचा है अब दी गई क्रेडिट अवधि 45 दिन हैI XYZ Ltd ABC Ltd को 45 दिन बाद या 45 वे दिन भुगतान करेगी लेकिन यदि फर्म को फंड की आवश्यकता हैABC को 10 दिनों बाद फंड की आवश्यकता है तो XYZ से अनुरोध करेंगे परंतु XYZ का कहना है कि हम आपके अनुरोध को पूरा करने में असमर्थ है तो अन्य स्रोत होगा कि ABC बैंक मे जाए और पता करें कि हमने XYZ Ltd को 5 लाख रुपए में कुछ बेचा है

यह अच्छी वित्तीय प्रतिष्ठा रखने वाली और अच्छी साख वाली फर्म है वे हमें 45 दिनों के बाद 5 लाख रुपए देंगे लेकिन हमें आज पैसे की जरूरत इसलिए इन बिलो की सुरक्षा के रूप में रख ले इनको डिस्काउंट कर दे और हमें पैसे दे दे बैंक जानना चाहेगा कि यह XYZ Ltd कौन है और अगर उनकी वित्तीय प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता ठीक पाई गई और बैंक को स्वीकार्य है तो बैंक बिलो में छूट के लिए तुरंत सहमत होंगे और क्रेडिट बिक्री बिल की राशि का अधिकतम 80 मतलब 5 लाख रुपए का 80 यानी 4 लाख रुपए बैंक तुरंत ABC Ltd को देगा जो एक विक्रेता है और बैंक 20 अपने पास बरकरार रखेगा नियत तिथि पर जब XYZ Ltd बैंक को भुगतान करेगा हो सकता है ABC या कभी कभी ABC के निर्देश पर बैंक को सीधे करें कभी कभी विक्रेता खरीददार को निर्देश देता है कि आप सीधे बैंक को भुगतान करें हमने आपके बिल पहले ही बैंक से डिस्काउंट करा लिए हैं आप बैंक को भुगतान करें तो एक बार हो सकता है जब बैंक खरीददार XYZ Ltdसे सीधे राशि प्राप्त करें या ABC द्वारा ABC पहले वह राशि प्राप्त करें और फिर वह राशि ABC द्वारा बैंक में जमा की जाए तो बैंक पूरी बात पर फिर से विचार करेगा कितनी राशि दी गई 4 लाख रुपए कितने दिनों के लिए35 दिन के लिए कितने ब्याज दर पर सहमत हुए थे वे उस सहमत दर पर ब्याज की गणना 35 दिन की अवधि के लिए 4 लाख रुपए पर करेंगे वे इसकी गणना करेंगे और वे इसे उस 20 मे से काट लेंगे जो उनके पास है क्योंकि उन्हें अब 100 प्राप्त हुआ है उन्होंने फर्म को 80दिया है इसलिए इस 20 मे से पहले ब्याज को समायोजित करेंगे उसके बाद बैंक अपने स्वयं को प्रशासनिक शुल्क और कमीशन की कटौती करेगा क्योंकि बैंक ऐसे लेनदेन पर कुछ प्रशासनिक शुल्क और कमीशन भी लेता है ब्याज कमीशन और प्रशासनिक समायोजित करने के बाद अगर उस 20 या 1 लाख रुपए में से कुछ बचता है तो वह बैंक द्वारा ABC Ltd को फिर से प्रेषित किया जा सकता है उदाहरण के लिए बिल के छूट की कुल लागत 50000 रुपए है इसलिए बैंक इस बचे हुए एक लाख रुपए मे से 50000 रुपए की कटौती करेगा और बचे हुए 50000 रुपए ABC Ltd के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा तो इस मामले में क्या हुआ ABC Ltd को 5 लाख रुपए के कुल भुगतान के खिलाफ 45 लाख रुपए मिले जो कि उसे 45 दिनों के बाद XYZ Ltd से मिलने थे लेकिन इस मामले में ABC Ltd को प्रमुख लाभ यह मिला कि उन्हें फंड तब मिला जब उन्हें इसकी आवश्यकता थी क्योंकि फंड उस समय सबसे उपयोगी होते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है और वे आसानी से उपलब्ध होते हैं अगर आवश्यकता के समय फंड उपलब्ध नहीं होते हैं तो उस धन या निवेश का उद्देश्य ही क्या कि यदि वे आवश्यकता समाप्त होने के बाद मिलते हैं तो ABC के लिए फायदा रहा कि वे 5 लाख रुपए के बदले 45 लाख रुपए पा सकते हैं परंतु उस समय पर जब उन्हें उसकी आवश्यकता है तो इससे ABC कि वित्तीय प्रतिष्ठा विश्वसनीयता और समग्र साख को बाजार में बचाया जा सकता है और XYZ Ltdने 45 दिनों के बाद भुगतान किया इसलिए वे भी सुरक्षित है बैंक ने ABC Ltd को यह सुविधा प्रदान की जिसके बदले में उन्हें 35 दिनों की अवधि में 50000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ तो यह बिलो में छूट की सुविधा है तो पहले 1991 तक यह सरकार द्वारा शर्त थी कि बैंकिंग क्षेत्र द्वारा उत्पादन क्षेत्र को कुल कार्यशील पूँजी प्रदान की जाएगी और वे बड़े पैमाने पर सीसी सीमा के रूप में होगी लेकिन अब RBI द्वारा इन शर्तों को संशोधित किया गया है क्योंकि बैंकों पर इस फंडिंग व्यवस्था के कारण दबाव है क्योंकि बैंक ने सीसी लिमिट अकाउंट में 10 लाख रुपया या 1 मिलियन रुपए रखे हैं और उन्हें केवल उस राशि पर ब्याज मिल रहा है जो खाते से निकाली जा रही है और फर्म द्वारा उपयोग की जा रही है और उस अवधि के लिए जिसके लिए यह राशि का उपयोग किया जाता है इस तरह उनका 10 लाख या 1 मिलियन का फंड ब्लॉक या अवरुद्ध हो जाता है यह संभव हो सकता है कि एक औसत फर्म वर्ष के अंत तक 10 लाख रुपए में से केवल 7 लाख रुपए का ही इस्तेमाल करें इसलिए बैंक को 7 लाख रुपए पर ब्याज मिल रहा है जो शेष 3 लाख रुपए पर ब्याज का भुगतान करेगा यह जमाकर्ता का पैसा है जिसकी जमा पर और ऋण प्रणाली कर बैंक काम करता है यह जमाकर्ता का पैसा है तो बैंक को पूरे 10 लाख रुपए पर ब्याज का भुगतान करना है परंतु बैंक को केवल 7 लाख रुपए पर ब्याज मिल रहा है तो यह बैंकों पर दबाव है इसलिए बैंकों के अनुरोध पर RBI ने अब कुछ नई नीति के दिशा निर्देश जारी किए हैं कंपनियों की कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक को 8020 का अनुपात पूरा करना होगा यदि फर्म की कार्यशील पूँजी की कुल आवश्यकता 10 करोड़ या उससे अधिक है तो उस मामले में 8020 का अनुपात बैंक द्वारा माना जाएगा और उसका पालन किया जाना चाहिए 80 वित्त केवल कार्यशील पूँजी ऋण और बिल छूट सुविधा के रूप में दिया जाना चाहिए और 20 को सीसी लिमिट के रूप में दिया जा सकता है तो अगर किसी की आवश्यकता 10 करोड़ की है तो केवल 2 करोड़ की सीमा बैंक द्वारा दी जा सकती है और शेष 8 करोड रुपए ऋण के रूप में दिए जा सकते हैं इस समय सीमा को 10 करोड़ से घटाकर 7 या 8 करोड़ करने को कहा गया है इसीलिए RBI का कहना है या सरकार का प्रयास है कि समय की अवधि के दौरान हमें अपने विनिर्माण क्षेत्र को अनुशासित करना चाहिए और उन्हें सीसी लिमिट के तहत फंड लेना बंद कर देना चाहिए और उन्हें वित्तीय अनुशासन सीखना चाहिए और कार्यशील पूँजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कार्यशील पूँजी ऋण प्रणाली और बिलो में छूट प्रणाली के माध्यम से बैंकों से पैसा उधार लेने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि दोनों पक्ष इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं बैंक दबाव में है उन्हें लगता है कि अगर हम RBI के इस नीति निर्देश को लागू करते हैं तो क्या होगा वह बहुत अच्छे खातों को खो सकते हैं क्योंकि फर्म उस बैंक से मान लीजिए X बैंक से उधार लेना पसंद नहीं करेगी अगर X बैंक कहता है कि मैं आपको 80 लोन और 20 सीसी लिमिट दूँगा लेकिन बैंक फिर कहता है कि हमारी ब्याज दर प्रणाली में अंतर है बैंक की अलग वित्तीय नीति होती है उनकी जमा राशि और ऋण पर अलग अलग ब्याज दर होती है वे अपनी पॉलिसी बना रहे हैं अपना बैंक चला रहे हैं या कह सकते हैं कि बैंक अपने प्रबंधन द्वारा अपने अंदाज़ मे चलाया जा रहा है RBI की तरफ से कोई शर्त नहीं है मतलब पूरी तरह से विकेंद्रीकरण है तो एक बैंक कह सकता है मैं आपको 80 ऋण और 20 सीसी लिमिट दूंगा हो सकता है कि अन्य बैंक कहे कि तुम मेरे पास आओ मैं आपको 20 ऋण और 80 सीसी लिमिट प्रदान करुंगा इसलिए जब तक दोनों सार्वजनिक और निजी और विदेशी बैंक एक साथ तय नहीं करते और एक जैसे नियम नहीं बनाते कि कोई भी इस सीसी सीमा के बाहर जाकर ऋण नहीं दे सकता सभी बैंक एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं सफर कर रहे हैं लेकिन क्योंकि वह ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है एक अच्छा खाता और एक अच्छे उधारकर्ता को खोने के डर से यदि वे इस 8020 का प्रतिबंध लगाते हैं तो हो सकता है वे एक अच्छा खाता खो दें क्योंकि फर्म दूसरे बैंक में जा सकती है तो उसी कारण से आज भी सीसी सीमा की यह प्रणाली चल रही है और बहुत कम लोग कार्यशील पूँजी ऋण या क्रेडिट बिक्री बिल पर छूट जैसी सुविधा का सहारा ले रहे हैं लेकिन आने वाले समय में यह व्यवस्था बदल जाएगी और हो सकता है बैंक खुद ऐसा ना करें पर RBI कुछ कानून बना सकता है या बहुत सख्त दिशा निर्देश जारी कर सकता है कि यह अब कार्यशील पूँजी सीमा प्रदान करने के तरीके होंगे और इसका मतलब है कार्यशील पूँजी इन्हीं दो तरीकों के तहत प्रदान की जाएगी और हो सकता है सीसी लिमिट को पूरी तरह से हटा दिया जाए ताकि कोई भी या कोई भी बैंक इस विधि से फंड न प्रदान कर सके लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है और बैंक द्वारा 10 करोड रुपए की सीमा को लागू नहीं किया गया है तो आपने देखा कि सीसी लिमिट खाता क्या है भारत में बैंक निर्माण क्षेत्र की कार्यशील पूँजी वित्त कैसे प्रदान करते हैं और आप एक और चीज देखते हैं कि जब सीसी लिमिट बैंक द्वारा मंज़ूर की जाती है तो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इस 10 लाख रुपए में से कितना इन्वेंटरी के लिए इस्तेमाल होगा कितना उधार बिक्री के लिए या उसके समर्थन के लिए और कितना प्रीपेड खर्चों के लिए इस्तेमाल होगा इतना नकद के रूप में रखा जा सकता है तो वे भी उसे अलग करते हैं और एक शर्त रखते हैं कि आप पूरी राशि का नकद के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं आप की संपूर्ण राशि आपके क्रेडिट बिक्री का समर्थन करने के लिए उपयोग नहीं कर सकती है आपकी पूरी राशि इन्वेंटरी के फंड के लिए उपयोग नहीं की जा सकती है इसलिए वे मापदंड बनाते हैं और उन मापदंडों या सीमाओं के तहत धन का उपयोग कर सकते हैं तो यह संक्षेप में है कि बैंक कैसे विनिर्माण फर्मों को कार्यशील पूँजी वित्त प्रदान करते हैं और प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है जिसकी हमने पिछली कक्षा में विस्तार से चर्चा की कार्यशील पूँजी वित्त के बैंक वित्त सहित सभी स्रोतों के बारे में मैं आपसे बाद में चर्चा करूँगा उससे पहले चालू संपत्तियों और वर्तमान देनदारियों के बारे में बात करूँगा तो हम इन्वेंटरी प्रबंधन पर चर्चा जारी रखेंगे और अगली बार अगली कक्षा में मैं आपके साथ इन्वेंटरी जो की एक महत्वपूर्ण चालू संपत्ति है उसके प्रबंधन में वृद्धिशील विश्लेषण की अवधारणा पर चर्चा करुंगा